पिछली कक्षा में हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में चर्चा की है हमने प्रस्तावों के इवैल्यूएशन के विभिन्न विधियों बारे में समझा है जिनमें एक टेक्निकल इवैल्यूएशन विधि और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या फाइनेंसियल असेसमेंट हैl अब हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए अगली विधि देखेंगे जो कि कॅश फ्लो फोरकास्टिंग है फिर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सभी में से फिजिबिलिट स्टडीज फाइनेंसियल असेसमेंट या C B एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण एनालिसिस है इसलिए अब हम C B एनालिसिस के विस्तृत चरणों को देखेंगे फिर हम लागत और लाभों को पहचानने और वर्गीकृत करने कि विधि समझगे और हम एक प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न प्रकार के लागत और लाभों का विवरण देखेंगे इसलिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरहकॅश फ्लो फोरकास्टिंग करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कॅश फ्लो फोरकास्टिंग बताता है कि विकास प्रोजेक्ट के दौरान व्यय और आय के साथ साथ धनराशि क्या होगी आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट के विकास में कुछ लागत आएगी इसलिए हमें प्रोजेक्ट विकास के दौरान इक्विपमेंट खरदी कर्मचारी भुगतान वगैरह जैसे कुछ पैसे खर्च करने की आवश्यकता है लेकिन ये खर्च तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि प्रोजेक्ट से रेवेनुए उत्पन्न नहीं होता है हमें शुरू में कुछ पैसे खर्च करने होंगे इसलिए जब सिस्टम या प्रोडक्ट जारी किया जाता है तो यह जो आय उत्पन्न करेगा उससे धीरे धीरे लागत का भुगतान होगा लेकिन हम तब तक उस समय का इंतजार नहीं कर सकते और हमें कुछ पैसा खर्च करना होगा वह पैसा हमें अपने स्वयं के रिसोर्सेज से खर्च करना होगा या अगर कंपनियों के पास अपने रिसोर्सेज हैं या बैंकों इत्यादि से ऋण लेकर खर्च करना होगा हमें लागत और आय के समय पर ध्यान देना होगा कि लागत कब आएगी पहली आमदनी या पहली आय कब होगी इसलिए उस प्रोडक्ट के लिए लागत और आय का समय भी निर्धारित किया जाना चाहिए हम पहले से ही जानते हैं कि हमें प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इनिशियल फण्ड आवश्यक है इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि इनिशियल फण्ड कहा से आएगी प्रारंभिक व्यय हम चाहे तो स्वयं संगठन के रिसोर्सेज से उधार ले सकते हैं या बैंकों वगैरह से ऋण ले सकते हैं इसलिए एक पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है वह यहां दिखाया गया है जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक प्रोजेक्ट के विकास के दौरान बताया है कि शुरू में हमें कुछ पैसे खर्च करने होंगे यह प्रारंभिक व्यय है तो यहाँ क्या होगा क्योंकि प्रोजेक्ट अभी शुरू हुई है इसलिए कोई आय नहीं है और इसलिए कुछ शुरुआती खर्च जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदना साइट को तैयार करना और कर्मचारियों की भर्ती वगैरह करना होंगे और कुछ समय बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आय बढ़ेगी और धीरे धीरे रेवेनुए में वृद्धि होगी और इसलिए कुछ समय मेंयह आय इस व्यय से आगे निकल जाएगी फिर धीरे धीरे यह खर्चों को पूरा करेगा यह वह व्यय होगा जो उस आय के बराबर होगा या वह उस व्यय का भुगतान करेगा जो हमने शुरू में किया है धीरे धीरे आय में और वृद्धि होगी और कुछ वर्षों के बाद फिर से व्यय आय के बराबर हो जाएगा और रेवेनुए शून्य पर आ जाएगा और रखरखाव कि आवश्कयता होगी तो फिर से आपको कुछ और खर्च करना होगा यह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॅश फ्लो इस तरह चलता रहेगा इसलिए मूल रूप से मुझे कॅश फ्लो फोरकास्टिंग कि आवश्कयता होगी और कॅश फ्लो फोरकास्टिंग का मतलब है यह इंडीकेट करेगा कि व्यय कब होगा और आय या रेवेनुए कब होगा इसके साथ अब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के विस्तृत चरणों में जाएंगे जो कि सफल विकास प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें पहले प्रोजेक्ट से संबंधित लागत और लाभों की पहचान करनी होगी फिर हमें लागत लाभ इवैल्यूएशन तकनीक का चयन करना होगा क्योकि लागत लाभ इवैल्यूएशन कि विभिन्न तकनीकें हैं फिर हमें विश्लेषण के लिए इस लागत लाभ इवैल्यूएशन तकनीकों के परिणामों की व्याख्या करनी होगी और फिर लागत लाभ इवैल्यूएशन तकनीकों के परिणामों का एनालिसिस करने के बाद हमें उचित निर्णय लेना होगा अब हम पहला चरण देखते हैं पहला चरण प्रोजेक्ट से संबंधित लागत और लाभों की पहचान करना है आप जानते हैं कि निश्चित लागत और लाभ आसानी से पहचाने जा सकते हैं उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष लागत जैसे कि कंप्यूटर खरीदना और स्टाफ के सदस्यों को भुगतान करना आदि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है ये प्रत्यक्ष लाभ बहुत बार एक प्रत्यक्ष लागत से संबंधित होते हैंऔर प्रत्यक्ष लागत कम करने पर प्रत्यक्ष लाभ को बढ़ाया जा सकता हैl कुछ प्रत्यक्ष लागत और लाभों को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता है क्योंकि वे एक्चुअल कॉस्ट या एस्टिमेटेड बेनिफिट्स नहीं हैं वे कुछ एक्चुअल कॉस्ट या एस्टिमेटेड बेनिफिट्स का इनिशियल फण्ड करते हैं l इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है और उन्हें स्पष्ट रूप से मापा नहीं जा सकता है उदाहरण के लिए खराब ऋण इत्यादि आरक्षित लागत की तरह हैं इसलिए इस प्रकार की डायरेक्ट कॉस्ट या इस प्रकार के कुछ लाभ जो कि सम्भवित है उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता हैl लागत या लाभ की एक श्रेणी जो आसानी से पहचाने जाने योग्य नहीं है वह केटेगरी लागत और लाभ है इन केटेगरी लागत या लाभों से आपका क्या मतलब है केटेगरी लागत या केटेगरी लाभ जो विभिन्न विकल्पो में से किसे एक विकल्प का चयन करके प्राप्त किया जाता है यदि आप दुसरा विकल्प लेते तो हो सकता है कि आपको किसी तरह से और बेहतर लाभ मिल सकता थाl तो इस प्रकार की लागत या लाभ जिन्हें विभिन्न विकल्पो में से कोई एक विकल्प का चयन कर प्रोडक्ट न किया जाता है तो इस प्रकार की चीजों से जुड़ी लागत या लाभ को केटेगरी लागत के रूप में जाना जाता है केटेगरी लागत या केटेगरी लाभ को पहचानना बहुत मुश्किल है अब देखते हैं कि दूसरा चरण में अलग क्या हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहला कदम लागत और लाभों की पहचान करता है फिर अगला चरण विभिन्न लागत और लाभों को वर्गीकृत करता है इसलिए विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न लागत या लाभ तंजीबले और इनतंजीबले हो सकते हैं वे डायरेक्ट या इंदिरेक्ट हो सकते हैं वे फिक्स्ड या वेरिएबल हो सकते हैं विभिन्न लागतों और लाभों के कई महत्वपूर्ण प्रकार हैं हम एक एक करके सभी पर चर्चा करते है पहला प्रकार तंजीबले लागत है तंजीबले लागत से तात्पर्य है आप कितनी आसानी से लागत या लाभों को माप सकते हैं तो तंजीबले का अर्थ है वह आसानी जिससे लागत या लाभ को मापा जा सकता है किसी विशिष्ट वस्तु या गतिविधि के लिए नकदी का परिव्यय तंजीबले लागत के रूप में जाना जाता है तंजीबले लागत को किसी विशिष्ट वस्तु के लिए या किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए नकदी के परिव्यय के रूप में परिभाषित किया गया है तो एक विशिष्ट वस्तु या गतिविधि के लिए नकदी के इस परिव्यय को तंजीबले लागत कहा जाता है तो तंजीबले लागत के उदाहरण क्या हैं मशीनरी की खरीद जैसे या हार्डवेयर की खरीद या अलग अलग सॉफ्टवेयर या कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक लागत कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आवश्यक लागत तंजीबले लागत के उदाहरण है तंजीबले लागत का मतलब वह लागत है जिसे आसानी से मापा जा सकता है इसी तरह इनतंजीबले लागत से आपका क्या मतलब है इनतंजीबले लागत का मतलब है कि लागत का अस्तित्व तो है लेकिन उस लागत को धन के सन्दर्भ में नहीं मापा जा सकता आप आसानी से इन लागतों को नहीं माप सकते हैं उदाहरण एक नई प्रणाली के कारण कर्मचारी मनोबल की समस्याओं को देखते हैं मान लीजिए कि पहले से ही कोई मौजूदा प्रणाली थी अब आपने एक नई प्रणाली स्थापित की और नई प्रणाली का पालन करने के बाद कर्मचारियों को किस तरह की मनोबल की समस्याएं आएंगी तो यह वह लागत है कि आप आसानी से नहीं माप सकते हैं यही कारण है कि ये इनतंजीबले लागत हैं अगर कंपनी को ग्राहकों के बीच बाजार में उतारा जाता है तो कर्मचारियों के गिरते मनोबल की समस्या कंपनी की छवि को कम करती है और इस छवि कि गिरावट को मापना मुश्किल है तो ये इनतंजीबले लागत के कुछ उदाहरण हैं कुछ मामलों में इन इनतंजीबले लागतों को पहचानना आसान होता है लेकिन मापना मुश्किल होता है उदाहरण के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम के ठप्प होने की लागत एक ऑनलाइन प्रणाली जैसे रेलवे आरक्षण प्रणाली या बैंकिंग प्रणाली वगैरह चल रही थी लेकिन अचानक से वे ठप्प हो जाती है और इसकी वजह से ग्राहक किसी अन्य सेवा प्रदाता के सेवाए लेंगे किसी बैंक में बैंकिंग कार्य घंटों के दौरान एक ऑनलाइन प्रणाली के ठप्प होने की लागत बैंक को जमा राशि खोने के साथ साथ मानव रिसोर्सेज को बर्बाद करने का कारण बनेगी लेकिन यह मापना मुश्किल है कि आपके बैंक के कितने व्यपार का नुकसान होगा आप कितना पैसा खो देंगे या कितना मानव संसाधन आप खो देंगे इन सबको मापना बहुत मुश्किल है किसी बैंक में बैंकिंग कार्य घंटों के दौरान एक ऑनलाइन प्रणाली के ठप्प होने की लागत बैंक को जमा राशि खोने के साथ साथ मानव रिसोर्सेज को बर्बाद करने का कारण बनेगी लेकिन यह मापना मुश्किल है कि आपके बैंक के कितने व्यपार का नुकसान होगा आप कितना पैसा खो देंगे या कितना मानव संसाधन आप खो देंगे इन सबको मापना बहुत मुश्किल है तो यह इनतंजीबले लागत का उदहारण है कुछ मामलों में इन लागतों को पहचानना भी मुश्किल हो सकता है और कई मामलों में हम इसकी पहचान कर सकते हैं जैसे कि एक ऑनलाइन सिस्टम के ठप्प होने की आसानी से पहचानी जा सकती है लेकिन उससे हुए नुकसान का आकलन मुश्किल है आप ऑनलाइन सिस्टम के कारण ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार देखते हैं पहले यह प्रणाली मैनुअल थी अगर आप नई ऑनलाइन प्रणाली का विश्लेषण करते है तो ग्राहकों की संतुष्टि में कितना सुधार हुआ है यह मापना बहुत मुश्किल है तो ये इनतंजीबले लागत हैं इसी तरह जैसे हमने तंजीबले लागत और इनतंजीबले लागत को देखा है इसी तरह लाभ की इस श्रेणी में तंजीबले लाभ और इनतंजीबले लाभ हैं तो तंजीबले लाभ का अर्थ है ये वे लाभ हैं जिन्हें आसानी से मापा जा सकता है उदाहरण के लिए पहले किसी काम को पूरा करने में १० लोग को मिलकर 1 घंटा लगता थे अब एक नयी आटोमेटिक प्रणाली को विकसित करने के बाद उसी काम को करने में आधा घंटा लगता है तो आप निश्चित रूप से कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं लेकिन यह निश्चित रूप से कितना लाभ देता है तो आप यह माप सकते हैं कि आटोमेटिक प्रणाली को विकसित करने के पहले १० लोग मिलकर एक घंटे में काम पूरा कर रहे थे अब आप वही काम आधे घंटे में कर रहे है या अब आप एक घंटे में २० काम पुरे कर पा रहे है तो तंजीबले लाभों का एक उदाहरण इस तरह है कि पहले आप बिना ऑनलाइन या आटोमेटिक प्रणाली के आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो कई त्रुटियां हो सकती हैं जैसे कि प्रति पृष्ठ 10 २० त्रुटियां लेकिन सिस्टम को ऑनलाइन या आटोमेटिक करने पर आपकी त्रुटियां में कमी आती है और अब लगभग एक या दो त्रुटियां आ रही हैं तो यह मापा जा सकता है यह एक तंजीबले लाभ है इसलिए बिना किसी त्रुटि के रिपोर्ट तैयार करना इसे मापा जा सकता है अर्थात त्रुटि कि मात्रा निर्धारित की जा सकती है तो यह तंजीबले लाभों का एक उदाहरण है तो इसी तरह अ तंजीबले लाभ से आपका क्या मतलब है वह लाभ जो आसानी से मापा या जिसकी मात्रा निर्धारित नहीं कि जा सकती है वह इनतंजीबले लाभ है आइए हम उदाहरण से इसे समझते है यदि आपकी कंपनी के संतुष्ट ग्राहक अधिक संख्या में है और आपकी कॉर्पोरेट में एक बेहतर छवि है तो निश्चित रूप से आपका लाभ अधिक होगा लेकिन ग्राहक संतुष्टी को मापना मुश्किल है तो हम विभिन्न प्रकार की लागत और लाभों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं क्योकि लागत इवैल्यूएशन प्रक्रिया में सभी प्रत्यक्ष लागत या अप्रत्यक्ष लागत इनतंजीबले या तंजीबले लागत तथा इनतंजीबले या तंजीबले लाभ को शामिल किया जाना जरूरी है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सभी प्रकार के लागत और लाभ जैसे के डायरेक्ट या इंदिरेक्ट लागत तंजीबले और इनतंजीबले लागत और तंजीबले और इनतंजीबले लाभ को इवैल्यूएशन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए यह देखा गया है कि कई बार मैनेजमेंट अक्सर इनतंजीबले लागत और लाभ को अनदेखा कर देता है जो नहीं होना चाहिए बहुत बार मैनेजमेंट इनतंजीबले लाभों को पहचान और माप नहीं सकते हैं इसलिए मैनेजमेंट उन्हें अनदेखा करते हैं और केवल गिनती कर सकने योग्य तंजीबले लाभ और लागतों को लागत प्रक्रिया में शामिल करते है जिससे फाइनेंसियल असेसमेंट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की उचित गणना नहीं हो पाती है इसलिएमैनेजमेंट को समान रूप से सभी अलग अलग लागतों और लाभों पर विचार कर उसे C B एनालिसिस पद्धति में शामिल करना चहिये अगली श्रेणी डायरेक्ट लागत है ये वे लागतें हैं जिनके साथ एक प्रोजेक्ट में एक डॉलर का आंकड़ा सीधे जुड़ा हो सकता है इसका मतलब है हम लागत को मौद्रिक रूप से या तो रुपये के संदर्भ में या डॉलर के प्रकार में व्यक्त कर सकते हैं तो ये एक लागत है जिसके साथ एक डॉलर का आंकड़ा सीधे एक प्रोजेक्ट में जुड़ा हो सकता है मौद्रिक वस्तुओं की मात्रा की गणना करना आसान है तो इस लागत को आसानी से मौद्रिक वस्तुओं में निर्धारित किया जा सकता है आइए हम एक छोटा सा उदाहरण लें मान लें कि आप डिस्केटस के बॉक्स खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत ३५ है या कंप्यूटर खरीदना या सॉफ्टवेअर का एक सेट खरीदना चाहते हैं तोयहां ये डायरेक्ट लागत के उदाहरण हैं क्योंकि यहाँ आप डिस्केटस कि कीमत को मुद्रा डॉलर के साथ जोड़ सकते हैं इसलिए चूंकि आप लागत को मुद्रा के रूप में नाप सकते हैं तो ये डायरेक्ट लागत है डायरेक्ट के अन्य उदाहरणों है जैसे कि विकास लागत प्रयोगशाला की लागत और संचालन लागत डायरेक्ट लागत के कुछ उदाहरण है क्योंकि उन्हें आसानी से मापा जा सकता है डायरेक्ट लाभ क्या है ये वे लाभ हैं जो किसी प्रोजेक्ट को विशेष रूप से उपलब्ध हैं यही कारण है कि इन्हें डायरेक्ट लाभ के रूप में जाना जाता है आइए हम एक छोटा उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि पहले आप अपने सिस्टम को मैन्युअल रूप से चला कर लेन देन कर रहे थे अब आपने अपने सिस्टम को एक नई ऑनलाइन प्रणाली में विकसित किया जिसके कारण अब आप प्रति दिन 25 प्रतिशत अधिक लेनदेन को संभाल सकते है तो अब इसे ऑनलाइन करने के कारण प्रति दिन 25 प्रतिशत अधिक लेनदेन कर पा रहे है तो यहाँ हम सीधे लाभ प्राप्त कर रहे हैं और ये लाभ विशेष रूप से पहचाने जा सकते है क्योंकि नई ऑनलाइन प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण अधिक लेनदेन हो पा रहे है तो अब इसे एक इनडायरेक्ट लागत कहेंगे तो ये लागत उन कार्यों के परिणाम हैं जो किसी दिए गए सिस्टम या गतिविधि के साथ सीधे जुड़े नहीं हैं तो इस प्रकार की लागत जो सीधे किसी सिस्टम या किसी गतिविधि से जुड़े नहीं हैं आम तौर पर उन्हें अक्सर ओवरहेड या ओवरहेड लागत के रूप में संदर्भित किया जाता है उदाहरण के लिए खर्च जैसे बीमा रखरखाव वगैरह ये किसी विशेष प्रणाली या किसी विशेष गतिविधि के लिए विशिष्ट नहीं हैं ये समग्र हैंऔर ये पुरे संगठन को चलाने के लिए आवश्यक हैं इसलिए गर्मी आकाशिए बिजली और अग्नि इत्यादि से कंप्यूटर केंद्र की सुरक्षा एयर कंडीशनिंग की सुविधा प्रदान करना वगैरह वगैरह ये विशिष्ट नहीं हैं ये सीधे किसी दिए गए सिस्टम से या किसी दी गई गतिविधि के साथ जुड़े हुए नहीं हैं यह किसी संगठन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए आवश्यक है आर्गेनाइजेशन के इनडायरेक्ट लागत के उदाहरण हैं लेकिन इनमें से प्रत्येक के अनुपात को निर्धारित करना बहुत मुश्किल है जो एक विशिष्ट गतिविधि के लिए जिम्मेदार है अब इनडायरेक्ट लाभ क्या है ये वो लाभ है किसी अन्य गतिविधि या प्रणाली के बायप्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किए जाते हैं ये डायरेक्ट रूप से वास्तव में लाभ नहीं हैं लेकिन इन लाभों को एक अन्य गतिविधि या प्रणाली के एक साइड प्रोडक्ट बायप्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया गया है जिसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं एक स्टील प्लांट का एक मुख्य उद्देश्य स्टील्स का प्रोडक्ट न करता है लेकिन जब तक स्टील्स का प्रोडक्ट न नहीं किया जाता है तब तक कुछ समय के लिए अगर उर्वरकों का प्रोडक्ट न किया जाता है इसलिए उर्वरकों की बिक्री के कारण होने वाले लाभ को हम इनडायरेक्ट लाभ के रूप में मान सकते हैं तो इसी तरह आप जानते हैं कि दुकानदार अलग अलग प्रकार के तेल बेचते है और तेलों को बेचने के बाद खाली बचे तेल के डिब्बों कंटेनरों या किसी सामान को बेचने के बाद खाली बचे कागज के कार्टून बक्सों वगैरह को बेचने से जो लाभ होता है वे इनडायरेक्ट होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट लाभ के रूप में माना जा सकता है अब हम अंतिम श्रेणी में आते हैं जो कि निश्चित लागत बनाम परिवर्तनीय लागत के रूप हैं कुछ लागत निरंतर होती रहती है भले ही किसी प्रणाली का उपयोग किया जाये या नहीं या कम उपयोग किया जाये लेकिन कुछ लागत स्थाई रहती है उन्हें निश्चित लागत कहा जाता है छ खर्च ऐसे होते है जो बार बार नहीं होते है या केवल एक ही बार होते है उदाहरण के लिए सीधी रेखा पद्धति के अनसार डेप्रिसिएशन कर्मचारी वेतन छूट बीमा खर्च ये खर्च साल में एक ही बार होते है और इन्हें स्थिर लागत के रूप में जाना जाता है इसी तरह वेरिएबल लागत वो लागत है जो फिक्स्ड खर्च के विपरीत एक नियमित आधार पर खर्च होती है वेरिएबल लागत साप्ताहिक मासिक या वार्षिक हो सकती और आमतौर पर आनुपातिक होती हैं और जब तक कोई काम प्रणाली कार्य ऑपरेशन में है तब तक जारी रहती है इसलिए आम तौर पर वेरिएबल लागत काम की मात्रा के लिए आनुपातिक होते हैं और वे तब तक जारी रहते हैं जब तक कि एक प्रणाली कार्य में होती है उदाहरण जैसे कंप्यूटर प्रिंटआउट की लागत जितने प्रिंटआउट आप लेना चाहते है उसी अनुपात में होती है इसलिए यदि आप किसी बड़ी रिपोर्ट पर काम कर रहे है तो आपको लगने वाले कंप्यूटर प्रिंटआउट्स की संख्या ज्यादा होगी और ज्यादा पेजेस कागज की आवश्कयता होगी इसी प्रकार यदि छोटी रिपोर्ट पर काम करने पर जाहिर है कम पेजेस कागज की आवश्यकता होगी तो यहां इस एप्लिकेशन से जुड़ी लागत जाहिर है यह किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार अलग अलग होगी इसी तरह वेरिएबल लाभ के विपरीत फिक्स्ड लाभ निरंतर हैं और वे कभी बदलते नहीं हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फिक्स्ड लागत हमेशा बनी रहती है इसलिए फिक्स्ड लाभ के उदाहरण में हम कह सकते हैं कि नए कम्प्यूटर के उपयोग के परिणामस्वरूप 20 प्रतिशत कर्मचारी की छटनी से होने वाला लाभ फिक्स्ड लाभ हैं इसी तरह अपने कम्प्यूटर सिस्टम को मैन्युअल से आटोमेटिक में परिवर्तित करने पर कर्मचारियों की छटनी के वजह से 20 प्रतिशत तक वेतन में बचत कर पा रहे है तो यह स्थाई बचत है क्योकि बचत का लाभ प्रत्येक माह पुनः प्राप्त हो सकता है और दूसरी ओर वेरिएबल लाभ वे लाभ है जो एक नियमित आधार पर होते है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक सुरक्षित जमा ट्रैकिंग प्रणाली को मैन्युअल प्रणाली से आटोमेटिक कम्प्यूटरीकृत ट्रैकिंग प्रणाली में परिवर्तित करने के बाद ग्राहक नोटिस तैयार करने में हर बार 20 मिनट की बचत होती है तो यह वेरिएबल लाभ है अब हम इसे सारांश में देखेंगे आज हमने इस कक्षामें चर्चा की है कि C B एनालिसिस करने के लिए अलग अलग चरण क्या हैं हमने उपयुक्त उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार की लागत और लाभों को सीखा है जैसे कि हमने डायरेक्ट लागत बनाम इनडायरेक्ट लागत डायरेक्ट लाभ बनाम इनडायरेक्ट लाभ फिक्स्ड लागत बनाम परिवर्तनीय लागत फिक्स्ड लाभ बनाम वेरिएबल लाभ इसी प्रकार तंजीबले लागत बनाम इनतंजीबले लागत और तंजीबले लाभ बनाम वेरिएबल लाभ के बारे में समझा है तो C B एनालिसिस में लागत और लाभों को ठीक से विचार करना होगा यही कारण है कि इस वर्गीकरण की आवश्यकता है हमें C B एनालिसिस के दौरान प्रत्येक संभावित और हर प्रकार के लाभ पर विचार करना होगा क्योंकि आपने देखा है कि बहुत बार मैनेजमेंट ये विचार नहीं कर पाते है कि इनतंजीबले लाभ और इनतंजीबले लागत क्या है क्योकि उनकी पहचान करना और उनको मापना मुश्किल है इसलिए मैनेजमेंट के उपरोक्त कारको को नजरअंदाज करने के परिणामस्वरूप C B एनालिसिस का परिणाम उचित नहीं मिलेगा और वित्तीय आकलन उचित नहीं होगा इसीलिए C B एनालिसिस करते समय या फाइनेंसियल असेसमेंट करते समय इन लागत और लाभों पर ठीक से विचार किया जाना चाहिए इसलिए पिछली कक्षा के साथ साथ इस कक्षा में हमने मुख्य रूप से ह्यूजेस कॉटरेल और मॉल द्वारा लिखी गयी पुस्तक के क्रम संख्या १ से इन सामग्रियों को लिया है और इसके अलावा विभिन्न लागत और लाभ और लागत पर फिजिबिलिटी स्टडी और लाभ एनालिसिस यह अच्छी तरह से E M अवध द्वारा प्रणाली विश्लेषण और डिजाइन की किताब में समझाया गया है राजीब मॉल की पुस्तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन मूल सिद्धांतों में कुछ बुनियादी अवधारणाएं दी गई हैं आप इन पुस्तकों से सहायता ले सकते हैं इसलिए समय समय पर जब भी किसी विषय पर हम चर्चा करेंगे तो मैं विभिन्न सामग्रियों विभिन्न पुस्तकों या अलग अलग रिसोर्सेज का उपयोग करूँगा तो उनका उल्लेकख यहाँ कर दूंगा l तो इस कक्षा में हमने लागत और लाभ के विभिन्न प्रकार को समझा है अगली कक्षा में हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अन्य चरणों को देखेंगे तो आज हमने दो चरणों को देखा है जो कि चरण १ लागत की पहचान करता है और चरण 2 लागत का वर्गीकृत करता है इसलिए इन दो चरणों को हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के रूप में देखा है अगला कदम विभिन्न लागतों और लाभों की पहचान और उनका वर्गीकरण करना है हमें एक उचित लागत लाभ इवैल्यूएशन तकनीक का चयन करना है क्योकि बहुत सारी लागत लाभ इवैल्यूएशन तकनीक हैं जैसे कि शुद्ध लाभ वर्तमान मूल्य शुद्ध वर्तमान मूल्य पेबैक अवधि वापसी की आंतरिक दर इवैल्यूएशन तकनीक की विधियाँ हैं हम अगली कक्षा में लागत लाभ इवैल्यूएशन तकनीक का चयन कैसे करना है ये समझगे